पिछली क्लास में जो हमने फोर्क के बारे में पढ़ा उसका सार यह है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सी प्रोग्राम एक नया प्रोसेस बनाने के लिए फोर्क करता है इसके बाद दो अलग अलग प्रोसेस एक ही प्रोग्राम की कॉपी लेकर चल रही होती हैं उन के बीच अंतर केवल इतना है कि चाइल्ड प्रोसेस की pid वैल्यू जीरो होती है जबकि पैरंट की कोई भी पूर्णांक जो कि शून्य से बड़ा है हो सकती है चाइल्ड प्रोसेस को शेड्यूलिंग के गुण और विशेषाधिकार अपने पैरंट्स से विरासत में मिलते हैं जो कोई भी विशेषाधिकार पेरेंट्स के पास हैं वह चाइल्ड को भी मिलते हैं और शेड्यूलिंग के गुण जैसे सीपीयू और डिस्क का उपभोग आईओ का वेट सब कुछ पैरेंट प्रोसेस की तरह ही होता है उसके बाद हमने एक खास उदाहरण में यह देखा कि चाइल्ड प्रोसेस अपने एड्रेस स्पेस को "ls" यूनिक्स कमांड का इस्तेमाल कर डायरेक्टरी लिस्टिंग पर जाता है और "execlp" का प्रयोग कर ओवरले कर देता है यह exec सिस्टम कॉल का एक वैरीअंट है जो एड्रेस स्पेस को ओवरराइट कर देता है वेट सिस्टम कॉल से पैरंट प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस के पूर्ण होने का इंतजार कराया जाता है जब चाइल्ड प्रोसेस पूर्ण हो जाती है तब प्रिंट प्रोसेस अपना कार्य फिर से चालू करती है और जब यह पूर्ण हो जाती है तो सिस्टम कॉल का इस्तेमाल कर बाहर निकल जाती है चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट होती है और ऐसा होने पर पैरंट प्रोसेस को सूचना दी जाती है जब यह वेट कॉल एग्जीक्यूट कर रही है उस समय इसे सूचना मिलती है और वहां से पैरेंट प्रोसेस फिर से चालू होती है जहां तक टर्मिनेशन का सवाल है एक प्रोसेस तब टर्मिनेट होती है जब यह अपना अंतिम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेती है पैरंट प्रोसेस का अंतिम स्टेटमेंट एग्जिक्यूट हो गया अब यह पूर्ण हो चुकी है और ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जिट सिस्टम कॉल का उपयोग कर स्वयं को डिलीट करने के लिए बोलती है ऐसा कई बार होता है और यह प्रोग्रामर को इसका पता भी नहीं चलता है कई बार कंपाइलर एग्जिट सिस्टम कॉल को कोड जिसे प्रोसेस के लिए लिखा गया था के अंत में लाता है इस प्रकार प्रोसेस टर्मिनेट होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल वापस मिलता है एक प्रोसेस अपने पैरंट प्रोसेस को एक पूर्ण अंक वाली वैल्यू रिटर्न में भेजती है और इसीलिए यह पैरेंट प्रोसेस वेट सिस्टम कॉल पर होती है कभी कभी यह जानने की जरूरत होती है कि जो चाइल्ड प्रोसेस बनाई गई थी उसके एग्जीक्यूशन का निष्कर्ष क्या निकला एक चाइल्ड प्रोसेस के कई तरह के टर्मिनेशन हो सकते हैं और पैरंट प्रोसेस को यह जानने की जिज्ञासा हो सकती है कि चाइल्ड प्रोसेस कैसे टर्मिनेट हुई चाइल्ड प्रोसेस के यह अलग अलग निष्कर्ष पैरंट प्रोसेस को रिटर्न वैल्यू के द्वारा बताए जा सकते हैं जब यह एग्जिट सिस्टम कॉल लेकर बाहर निकलती है तो इसे एक रिटर्न वैल्यू दी जाती है यह रिटर्न वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पैरंट प्रोसेस को भेज दी जाती है ताकि वह भी जान सके कि चाइल्ड प्रोसेस कैसे टर्मिनेट हुई और प्रोसेस के सारे रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डीएलोकेट कर दिए जाते हैं जितने भी रिसोर्स हमें मिले थे वह सब ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा वापस ले लिए जाते हैं यह एक संभावित तरीका है दूसरा तरीका यह हो सकता है कि पैरंटअबाउट सिस्टम कॉल करके चिल्ड्रन प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर दे यह क्यों जरूरी है कभी कबार ऐसा हो सकता है की यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर ने कोई प्रोसेस स्पॉन की और वह प्रोसेस बहुत सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है या तो वह प्रोसेस कुछ गड़बड़ कर रही है या बहुत सारे रिसोर्स खर्च कर रही है क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है इस प्रकार जब कोई चाइल्ड आवंटित रिसोर्स से ज्यादा खर्च करने लगे तो उसे टर्मिनेट करना पड़ सकता है इस प्रकार यह दिन के खास समय पर नहीं रन कर सकती इसे जब लोड कम हो तब रन कराया जाए जैसे कि रात को या फिर ऐसा ही कुछ अगर किसी प्रोसेस ने आवंटित रिसोर्स को एक्सीड कर दिया है तब उसे रोकना ही पड़ेगा और ऐसे में यह अबाउट किया जाता है हो सकता है कि जो चाइल्ड को कार्य दिया गया था उसकी अब जरूरत नहीं है कई बार हम कोई कार्य शुरू करते हैं पर कुछ समय पश्चात उसकी जरूरत खत्म हो जाती है हम कोई टास्क क्यों शेड्यूल करते हैं वास्तविक संसार में यह माना जा सकता है कि कोई इंटरप्ट पैदा हो गया किसी फायर सेंसर ने स्मोक सेंस किया और उसके अनुसार कुछ करने की आवश्यकता है पर हम यह देखते हैं कि 2 या 3 मिनट बीत जाने पर भी कोई सही एक्शन नहीं लिया गया ऐसे में फायर अलार्म बजाते रहने का कोई मतलब नहीं है इसलिए हम चाहेंगे कि उस अलार्म बजाने के कार्य को अबाउट कर दिया जाए एक और विकल्प यह है कि पेरेंट टर्मिनेट होकर ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जिट हो रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाइल्ड को अब कार्य नहीं करने देगा जैसे कि यहां पर पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप है एक पैरंट है और उसने कई सारी चिल्ड्रन प्रोसेस C1 C2 C3 आदि क्रिएट की है पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है या पैरेंट समाप्त हो जाता है तब इन चिल्ड्रन प्रोसेस का क्या होगा अब इसमें विभिन्न विचार और विभिन्न मत है एक विचार तो यह है कि अगर पेरेंट्स खत्म हो जाता है तो चिल्ड्रन प्रोसेस को रखने का कोई तात्पर्य नहीं है तो इन्हें भी टर्मिनेट हो जाना चाहिए दूसरी संभावना यह बनती है कि हो सकता है यह पेरेंट P भी किसी दूसरी प्रोसेस Q का चाइल्ड हो अगर P प्रोसेस समाप्त हो जाती है तो यह सारे C1 C2 और C3 अब Q के चिल्ड्रन माने जाएंगे तीसरा विकल्प हमारे पास इनिट प्रोसेस का है जब भी प्रोसेस P टर्मिनेट होती है हमारे पास यह C1 C2 और C3 प्रोसेस अनाथ हो जाती है ऐसे में इन सभी प्रोसेस का पेरेंट इनिट प्रोसेस बन जाती है क्योंकि यह इनिट सिस्टम में हमेशा होता है इसके लिए हमारे पास यह दुविधा नहीं होगी कि अगर पेरेंट प्रोसेस बंद हो जाए तो उसके चिल्ड्रन भी टर्मिनेट हो जाएंगे इनीट प्रोसेस तब तक बंद नहीं होती जब तक कि सिस्टम खुद ही क्रैश न हो जाए इसलिए यह चिल्ड्रन प्रोसेस इस इनिट प्रोसेस का हिस्सा बन जाती हैं और आगे बढ़ती रहती है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पैरंट प्रोसेस के टर्मिनेट होने के बाद चाइल्ड प्रोसेस का अस्तित्व मिटा देते हैं ऐसे में पैरंट प्रोसेस के चिल्ड्रन ग्रैंडचिल्ड्रन सभी एक कैस्केड टर्मिनेशन के तहत टर्मिनेट कर दिए जाते हैं एक खास प्रोसेस से शुरू होकर एक पूरी शाखा ही टर्मिनेट हो जाती है यह टर्मिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा शुरू किया जाता है इस प्रकार एक एक करके सारी प्रोसेस टर्मिनेट कर दी जाती है हमने पहले देखा है कि पैरंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेट होने का वेट सिस्टम कॉल द्वारा इंतजार करती है अगर कोई प्रोसेस यह वेट सिस्टम कॉल करती है उसका अर्थ है कि वह चिल्ड्रन प्रोसेस के पूर्ण होने का और टर्मिनेट हो चुकी प्रोसेस के स्टेटस और pid वैल्यू की जानकारी के साथ रिटर्न कॉल का इंतजार कर रही है अभी इस पीआईडी का अर्थ है कि प्रोसेस वेट स्टेटस में है जब यह पूर्ण होती है तब इस पर टर्मिनेट हो चुकी प्रोसेस की पीआईडी और रिटर्न वैल्यू अर्थात स्टेटस की जानकारी चाइल्ड प्रोसेस द्वारा पैरंट प्रोसेस को रिटर्न की जाती है परंतु यहां पर कोई भी पेरेंट वेट नहीं कर रहा है क्योंकि पैरंट तो खत्म हो चुका है इसलिए यह प्रोसेस एक जोंबी स्टेट में चली जाती है ऐसा हो सकता है कि पैरंट प्रोसेस ने चाइल्ड प्रोसेस बनाई पर अब यह वेट नहीं कर रहा पैरेंट कोड में कोई वेट कॉल है ही नहीं ऐसा हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर ने पैरंट प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस से पहले टर्मिनेट कर दिया अर्थात चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेट होने से पहले ही यह प्रोसेस खत्म हो गई जब यह प्रोसेस टर्मिनेट होती है तो उसे दिखता है कि कोई भी पेरेंट्स नहीं है ऐसी परिस्थिति में यह प्रोसेस और यह चाइल्ड C जोंबी स्टेट में मानी जाएगी अगर पेरेंट प्रोसेस बिना वेट कॉल किए टर्मिनेट हो जाती है तो चाइल्ड प्रोसेस को ऑर्फन या अनाथ माना जाएगा इस पर हम पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं अब हम यह देखेंगे कि ऐसी परिस्थिति जहां एक औरफन जोंबी बन गया है ऐसे में हमें क्या करना चाहिए यह डिजाइनर और विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करेगा कि वह इस परिस्थिति में क्या करें ऐसे में अलग अलग तरह की नीतियां काम में लाई जा सकती हैं आपको इसके बारे में अधिक युक्तियां समझ में आएंगी अगर आप इस खास ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें कि यह ऐसी परिस्थितियों को कैसे सुधारता है ऐसी ही एक परिस्थिति हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में लेते हैं जहां पर इन्होंने पैरेंट प्रोसेस के खत्म होने पर इनिट प्रोसेस को सारे चिल्ड्रन प्रोसेस का पैरंट बना दिया अब हम प्रोसेसेस के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देंगे जिसे इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन कहा जाता है एक सिस्टम में जहां कई सारी प्रोसेस हैं और विशेषकर पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप वाली प्रोसेस हैं तो यह एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है और ऐसे में इन्हें आपस में वार्तालाप की आवश्यकता पड़ती है और इसी वार्तालाप को हम प्रोसेस इंटरकम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं यह सहकारिता प्रोसेस पर प्रभाव डालती है और यह स्वयं प्रोसेस से प्रभावित भी होती है जिसमें डेटा की शेयरिंग भी शामिल है प्रोसेस का काफी संख्या में होना और एक बड़े सिस्टम का हिस्सा होना काफी आम बात है यह आपस में वार्तालाप करेंगे और डाटा भी साझा करेंगे स्वतंत्र प्रोसेस एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं क्योंकि यह आपस में स्वतंत्र प्रोसेस हैं इसलिए यह अलग अलग तरह का कार्य करेंगे जैसे कि ये दो अलग यूजर से यह आ रही है परिणाम स्वरूप इन्हें आपस में वार्तालाप करने और डाटा साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती अब यह कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की क्या आवश्यकता है सूचना या जानकारी का आपस में साझा करना इसका एक कारण हो सकता है सूचनाएं अलग अलग जगहों से आती हैं और इन सूचनाओं को किसी एक केंद्रित जगह सर्वर पर इकट्ठा करना जरूरी है इस कारण से सूचनाएं साझा की जाती हैं जब अनगिनत प्रोसेस समानांतर चल रही हो तो ऐसे में कंप्यूटेशन अधिक तेज हो जाती है मान लीजिए हमारे पास एक कमरे में 10 तापमान का मापने वाले सेंसर लगे हुए हैं और यह डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं हो सकता है कि इन 10 तापमान मापी सेंसर के लिए दस अलग अलग प्रोग्राम हों जो ऑपरेशन कर रहे हैं इसके परिणाम स्वरूप जो यह अपडेट ऑपरेशन है वह काफी तेज हो जाएगा इसे ही कंप्यूटेशन का स्पीड अप कहा जाता है और अगर आपके पास जटिल कंप्यूटेशन है तो इस कंप्यूटेशन को कई भागों में तोड़ा जा सकता है उदाहरण के लिए मेरे पास एक समकालीन इक्वेशन का सिस्टम है जिसमें पहली इक्वेशन a11x1 a121x2 a13x3 b1 दूसरी a21x1 a22x2 a23x3 b2 और तीसरी a31x1 a32x2 a33x3 b3 है यह है हमारे समीकरणों के सेट और अगर हम इन समकालीन समीकरणों को हल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आईटरेटिव मेथड या पुनरावृति वाली विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा जिसमें हम प्रत्येक समीकरण को एक खास वेरिएबल के अपडेट के लिए प्रयोग करते हैं अगर हम पहली समीकरण को X1 के लिए दूसरी को X2 और तीसरी को X3 को अपडेट करने के लिए सुरक्षित कर लें तब यह तीनों अपडेट अलग अलग तीन प्रोसेस को दिया जा सकता है और वह एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती है इस तरह हम सिस्टम को स्पीड अप कर सकते हैं परंतु इन तीनों वेरीयेबल्स की वैल्यू एक दूसरे को कम्युनिकेट करना भी बहुत जरूरी है जैसे पहली प्रोसेस X1 को अपडेट कर रही है तो इस अपडेट की वैल्यू प्रोसेस 2 को भी बताई जानी चाहिए और प्रोसेस 3 को भी इसी प्रकार प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 ने भी अन्य प्रोसेस को अपडेट करते रहना चाहिए अब हमारे पास कंप्यूटेशन का स्पीड अप और इंफॉर्मेशन शेयरिंग दोनों हैं और ऐसी मॉड्यूलैरिटी भी है जिसमें आपस में स्वतंत्र प्रोसेस भी इस सूचना के आदान प्रदान को स्वीकार कर रही हैं इस तरह इन्हें अलग अलग मॉड्यूल में विभाजित किया जा सकता है और यह एकल मॉड्यूल अलग अलग ग्रुप द्वारा विकसित किए जा सकते हैं इस प्रकार हमें मॉड्यूलैरिटी भी मिल गई है साथ ही जैसे हम समस्या का हल निकालने के बारे में सोचते हैं यह सब काफी सुविधाजनक भी हो गया है अगर हम इस तरह स्वतंत्र और सहभागी प्रोसेस के बारे में सोचें तो निश्चित रूप से यह हमें पूरा प्रोग्राम विकसित करने में बहुत मदद करता है इस तरह की सहभागिता वाली प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेशन चाहिए होता है इसे एक विस्तृत शीर्षक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPCInter Process Communication में ले लेते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को इसके लिए कोई मैकेनिज्म देने की आवश्यकता होती है जिससे कि यह कार्य कुशलता पूर्वक हो सके इसलिए हम ऐसी किसी तकनीक की ओर देखेंगे जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम में सामान्य तौर पर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए हम यहां पर दो अलग अलग मॉडल देखेंगे उनमें से एक शेयर्ड मेमोरी पर आधारित है और दूसरा मैसेज पासिंग पर शेयर्ड मेमोरी एक बोर्ड की तरह होता है जैसे मैं यहां बोर्ड पर कुछ लिखूं और कोई भी दूसरी प्रोसेस उसे देखकर समझ सकती है एक संभावना यह बनती है कि अगर मैं कुछ बोर्ड पर लिखूं तो सारी प्रोसेस उन्हें देख सकें जैसे अभी सारे लोग क्लास में देख पा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो कि इसके लिए कोई अनुमति की जरूरत पड़े जैसे कि A ने यहां पर शेयर्ड मेमोरी में कुछ लिखा परंतु इस कंटेंट को पढ़ने के लिए अनुमति की जरूरत होगी अगर प्रोसेस B को यह अनुमति दी जाए तब B केवल इस डाटा को देख सकता है और इसी प्रकार प्रोसेस B शेयर्ड मेमोरी में कुछ लिखे तो प्रोसेस ए भी उसे केवल पढ़ सकती है अब इस प्रश्न का उठना भी वाजिब है कि एक्सेस किस तरह की दी गई है जैसे हम इस रेखा चित्र में देखें तो प्रोसेस A शेयर्ड मेमोरी में कुछ लिख सकता है और इसी प्रकार प्रोसेस B भी शेयर्ड मेमोरी में लिख सकता है अब यह नहीं दर्शाया गया है कि यह इसे कैसे पढ़ेंगे तो यह मान लिया जाएगा कि जब भी यहां पर कुछ लिखा जाएगा तो यह दोनों ही इसे देख पाएंगे यह एक तरह की साझेदारी है दूसरे तरह की शेयरिंग होती है मैसेज पासिंग के माध्यम से यह प्रोसेस A मैसेज क्यू को एक मैसेज भेजता है जो की प्रोसेस बी के लिए है फिर प्रोसेस B इस मैसेज को मैसेज क्यू से ले सकता है इस प्रकार इस तरह का एक कर्नल होगा जिसमें मैसेज क्यू होंगी और इसमें अलग अलग प्रोसेस से मैसेज आएंगे और प्रोसेस B उनको एक एक करके पढ़ सकता है अगर यह मैसेज किसी खास प्रोसेस के लिए भेजा जाना होगा तो प्रत्येक प्रोसेस उसे उसके कॉरस्पॉडिंग मैसेज क्यू में भेजेगी अगर कोई प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को मैसेज भेजना चाहती है तो वह उस मैसेज को उस प्रोसेस की खास क्यू में ही भेजें उसके बाद जो प्रोसेस रिसीव कर रही है जब यह किसी प्रकार की रिसीव जैसी सिस्टम कॉल करेगी तो यह मैसेज क्यू से इन मैसेज को पढेगी और फिर यह देखकर की मैसेज किसने भेजा है यह निर्णय लेगी कि क्या एक्शन लेना चाहिए इस प्रकार हमारे पास कम्युनिकेशन के दो इंटरप्रोसेस मैकेनिज्म हैं एक शेयर्ड मेमोरी पर आधारित है और दूसरा मैसेज की पासिंग पर अब हम शेयर्ड मेमोरी वाले कम्युनिकेशन की बात करते हैं इसमें शेयर्ड मेमोरी होती है जो कि उन प्रोसेस के बीच शेयर की जाती है जो आपस में वार्तालाप करना चाहते हैं जैसा कि हमको मालूम है जब पैरंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है तो पेरेंट प्रोसेस के पास कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट होता है अगर हम यह माने कि पेरेंट प्रोसेस में कोई वेरिएबल एक्स है तो उसी के अनुरूप पेरेंट प्रोसेस के डाटा सेगमेंट में एक्स के लिए कोई जगह आवंटित की गई होगी मान लीजिए वह जगह यह है जब पैरंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है तो चाइल्ड प्रोसेस को इस डाटा सेगमेंट की एक कॉपी मिलती है कोई "exec" कॉल ना एग्जीक्यूट किए जाने पर भी इस प्रोसेस को डाटा सेगमेंट की कॉपी मिलती है और इसे इस वेरिएबल एक्स की एक कॉपी मिलेगी पर यहां पर यह जानना जरूरी है कि यह दोनों X एक दूसरे से अलग अलग होंगे अगर यह पैरंट प्रोसेस एक स्टेटमेंट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एग्जिक्यूट करती है तो यह इस एक्स को अपडेट करेगा और इसी बीच अगर चाइल्ड प्रोसेस दूसरा स्टेटमेंट एक्स इक्वल टू एक्स 10 एग्जीक्यूट करती है तो यह दूसरे X को अपडेट करेगा इस प्रकार यह दोनों X एक समान नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि जब कभी हम फोर्क करते हैं तो जो डाटा सेगमेंटेड होते हैं वह पैरंट की कॉपी ही होता है उसके बाद इस डाटा सेगमेंट में कोई बदलाव किया जा सकता है इस प्रकार यह अपनी अलग व्यक्तिगत प्रोसेस होती है इसलिए अगर आप इनके बीच कुछ शेयर करना चाहे जैसे कोई वेरिएबल जो दोनों प्रोसेस के लिए एक्सेसिबल हो तो मुझे मेमोरी स्पेस में एक विशेष क्षेत्र बनाना पड़ेगा जिसे शेयर्ड मेमोरी की तरह प्रयोग किया जा सके अगर यह मेरी पूर्ण मेमोरी है तो शायद इस हिस्से पर पैरेंट प्रोसेस के लिए मैंने कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट रखा है और यहां पर मैंने चाइल्ड प्रोसेस के लिए सब कुछ बनाया है अगर मैं कहूं कि मैं इस एक्स की वैल्यू को दोनों पैरंट और चाइल्ड के लिए विजिबल रखना चाहता हूं तो मुझे इस X को मेमोरी के उस हिस्से में बनाना चाहिए जिसे शेयर्ड मेमोरी कहा गया है और किसी प्रकार यह निश्चित करना चाहिए कि दोनों P ओेैर C इसे देख पाए और साथ में मैनिपुलेट या मॉडिफाई भी कर सकें यह कार्य शेयर्ड मेमोरी में किया जाना चाहिए अब शेयर्ड मेमोरी कैसे इंप्लिमेंट होगी यह ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है मेमोरी का एक भाग ऐसा होना चाहिए जो उन प्रोसेस के बीच में साझा किया जाए जिन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है यह कम्युनिकेशन यूजर की प्रोसेस के नियंत्रण में होता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के यह सुविधा तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मुहैया कराई जाती है पर प्रोसेस आपस में यह निश्चित करते हैं कि यह कैसे उसे नियंत्रित करेंगे ऐसा भी हो सकता है कि यह पेरेंट प्रोसेस इस एक्स लोकेशन पर लिखे और चाइल्ड प्रोसेस इस लोकेशन एक्स से केवल रीड कर पाए इसे यहां कुछ राइट करने की अनुमति ना हो इस प्रकार विभिन्न प्रोसेस के बीच अलग अलग रीड ओर राइट की परमिशन साझा की जा सकती है कम्युनिकेशन का यह नियंत्रण यूजर द्वारा दी गई प्रोसेस के पास होना चाहिए ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मुख्य मुद्दा यहां पर एक ऐसा मैकेनिज्म देने का है जो प्रोसेस को शेयर्ड मेमोरी का प्रयोग करते समय उनके एक्शन सिंक्रोनाइज करने दे जिस वक्त पैरंट प्रोसेस एक्स लोकेशन पर कुछ लिख रही है अगर उसी समय चाइल्ड प्रोसेस उसे रीड करने की कोशिश करें तो ऐसे में डाटा में गड़बड़ी आ सकती है और यह मुश्किल खड़ी कर सकती है हमें किसी तरह ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जो यह होने से रोक सके इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर दूँ मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार मेमोरी शेयर की जाती है मान लीजिए यह पूरी मेमोरी स्पेस का वह हिस्सा है जहां शेयर्ड मेमोरी है मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि कोई दो प्रोसेस यह कैसे निश्चित करती हैं कि यह एक ही शेयर्ड मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रही है अब हम यह मानते हैं कि यह शेयर्ड मेमोरी लोकेशन भी कई और लोकेशन में विभाजित है और प्रत्येक लोकेशन को एक्सेस करने के लिए एक की वैल्यू की जरूरत है मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो प्रोसेस P1 और P2 हैं जो आपस में वेरिएबल एक्स को शेयर करना चाहते हैं ऐसे में P1 क्या करेगा यह एक स्टेटमेंट जिसे शेयर्ड मेमोरी गेट कहते हैं को एग्जीक्यूट करेगा यह एक सिस्टम कॉल शेयर्ड मेमोरी गेट को एग्जीक्यूट करेगा और इस "की" वैल्यू का हवाला देगा यह की वैल्यू कुछ नहीं बस एक पूर्णांक है और साथ में यह कुछ परमिशन का हवाला भी देगा और साथ में यह भी बताया जाएगा कि शेयर्ड मेमोरी का आकार कितना होना चाहिए अर्थात कितने बाइट्स आपको चाहिए मान लेते हैं कि मैंने यह की वैल्यू 100 के बराबर दी अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक फंक्शन का उपयोग करेगा जहां पर इनपुट यह 100 होगा और इसके अनुसार ही यह इस रेंज में एक इंडेक्स उत्पन्न करेगा मान लीजिए कि उत्पन्न इंडेक्स 55 है जैसा कि आप जानते हैं फंक्शन कुछ भी नहीं है बस की का परसेंट साइज टेबल है इस मामले में मान लीजिए मैं यह वैल्यू हजार लेता हूं और अगर मेरा टेबल साइज 50 है तो यह हजार को पूरी तरह विभाजित कर लेता है इसलिए हम टेबल साइज 55 लेते हैं ताकि यह पूरी तरह 1000 को विभाजित ना कर पाए 1000 को 55 से विभाजित करने पर डिविडेंड 18 आता है और रिमाइंडर दो है अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो यह वैल्यू दो के बराबर होगी अगर आप यहां पर 1000 लेते हैं तो यह लोकेशन 012 होगी इसलिए यह इसकी ओर इशारा कर रहा है अंततः की वैल्यू 1000 लेने का मतलब यह हुआ कि हम शेयर्ड मेमोरी लोकेशन टू की बात कर रहे हैं लोकेशन पर मैं रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन दूंगा ताकि दूसरी प्रोसेस इसे देख सकें और साथ ही यहां पर इसका साइज कितना बाइट रखा जाएगा मान लेते हैं कि हमें 4 बाइट चाहिए तो यहां पर 4 बाइट क्रिएट हो जाएगा अब P2 के लिए भी हम वही एसएचएम गेट उन्हीं की वैल्यू के साथ प्रयोग करेंगे यह भी की वैल्यू 1000 प्रयोग करेगा और वही परमिशन और साइज लेगा बाकी पैरामीटर्स भी दोनों के वैसे ही एक जैसे रहेंगे क्योंकि दोनों प्रोसेस की की वैल्यू एक जैसी हैं यह दोनों ही एक ही लोकेशन की ओर इशारा करेंगे अब P1 और P2 दोनों ही इस की ओर इशारा करेंगे और हमारे द्वारा सेट की गयी परमिशन के हिसाब से यह रीड राइट या एग्जीक्यूट कर पाएंगे हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को मेमोरी लोकेशन साझा करने की अनुमति प्रदान करते हैं जो कि डाटा सेगमेंट का हिस्सा नहीं होती हैं यह X वेरिएबल डाटा सेगमेंट का हिस्सा नहीं है इसलिए कुछ रिटर्न ID जरूर देगा इसके अलावा यह दूसरी कॉल जैसे shmat कर सकता है जिससे इस वेरिएबल को कोई खास आईडी दी जा सकती है हम यहां इस पर चर्चा नहीं करेंगे इस पर अधिक जानकारी के लिए आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रिमिटिव्स का अध्ययन कर सकते हैं अब हमें जरूरत है दो प्रोसेस के बीच सिंक्रोनाइज करने की अगर एक प्रोसेस एक्स की वैल्यू मॉडिफाई कर रही हो और दूसरी उसी समय उसे रीड या राइट करने की कोशिश करें तो डाटा में गड़बड़ी हो जाएगी किसी प्रकार यह निश्चित करना पड़ेगा कि डाटा कंसिस्टेंट रहे डाटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए हमें ऐसी मैकेनिज्म चाहिए जो इन सहभागी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्रमानुसार करा सके अगर यह आधा अधूरा है तो निश्चित तौर पर डाटा कंटेंट कंसिस्टेंट नहीं होगा इस दिशा में हम एक खास समस्या की ओर ध्यान देंगे जिसे प्रोड्यूसर कंजूमर प्रॉब्लम कहा जाता है यहां पर हमारे पास एक प्रोड्यूसर प्रोसेस है जो कुछ इंफॉर्मेशन बना रही है जोकि एक कंजूमर प्रोसेसर द्वारा कंज्यूम की जा रही है एक सटीक उदाहरण यह होगा कि यूज़र कीबोर्ड की की दबाकर इनपुट दे रहा है और कीबोर्ड प्रोसेस इन वैल्यू को रीड कर रही है और एक दूसरा प्रोग्राम है जिसमें इन वैल्यू को भेजा जा रहा है इस प्रकार हमारे पास एक रीड करने वाली कीबोर्ड प्रोसेस है और दूसरा यह प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है और इन दो प्रोसेस के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है कीबोर्ड प्रोसेस प्रोड्यूसर प्रोसेस है और रीडर प्रोसेस कंजूमर प्रोसेस है इस प्रकार यह प्रोड्यूसर कंस्यूमर प्रोसेस बन रही है हमारे पास इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए एक बफर होना चाहिए यह बफर वाउंडेड या अनबॉउंडेड हो सकता है और इसके विषय में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे